पिछले टॉपिक में मैंने एक स्टेटमेंट अथवा वक्तव्य भी दिया था कि एक साइन को डिकोडिंग करना ही होता है अतः हमने डिकोड एवम एनालाइज करने का प्रयास किया था और तब हमने देखा कि कैसे चीजें की जाती हैं अतः यदि सरफेस बहुत चमकदार या डलदिखता है तब हमने खोजने का प्रयास किया कि कितनी बार हमने एक पैटर्न को रिपीट किया अथवा उसकी पुनरावृत्ति की जिससे कि वह चमक आ जाए अथवा कितनी बार हमने उस पैटर्न को रिपीट किया या पुनरावृत्ति की जिससे कि सरफेस पर वह डलनेस आ जाए वहां पर प्राय ऐसी इमेजेस है जिन्हें हम विजुलाइज कर सकते हैं वहां कुछ निश्चित इमेजेस हैं निश्चित संकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट्स है जो हमें विजुअलाइजेशन के एक ऑटोमेटिक टेंडेंसी का कुछ प्रकार प्रदान करते हैं परंतु वहां कुछ निश्चित कांसेप्ट है कि उन्हें विजुलाइज करना काफी परेशानी भरा होता है जैसे जब हम कहते हैं कि यह एक मूनवॉक है अतः यह वैसा ही है जैसा हमारे दिमाग में ऐसा महसूस होता है कि कोई कह रहा है और हम सुनते हैं और हम इमेजिन या कल्पना करते हैं एक गोल्डन सरफेस की और हम तुरंत विजुलाइज करते हैं ऐसे सर्फेस की जो कि चमकदार है अतः वहां कई समान विचार हैं जो कि विजुलाइज करना आसान है वहां ऐसे भी आईडिया या विचार हैं जो इतने आसान नहीं है कि उन्हें विजुलाइज किया जाए परंतु अंत में हम एक प्रोसेस या प्रक्रिया में आते हैं जहां आप जानते हैं कि हम डिकोड करते हैं हम देखते है विश्लेषित करते हैं और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके साथ मैं इस स्टेटमेंट अथवा वक्तव्य को कुछ कंट्रादिक्ट अथवा खंडित भी करूंगी एक अन्य वक्तव्य के साथ कि डिजाइन हमारी आंखों को मूर्ख बनाने से संबंधित ही होता है अतः जो हम देखते हैं वह वहां नहीं होता है जो हम देखते हैं वह हम पर्सीव करते हैं पर वह वहां उपस्थित नहीं भी हो सकता है अतः वह वर्चुअल रियलिटी पर लागू होता है और रियलिटी या वास्तविकता पर भी जो हम देखते हैं और जो हम वास्तविक देखते हैं वह वास्तव में वास्तविक नहीं है आइए देखते हैं यह कैसे काम करता है अतः वे कुछ लाइन ड्रॉइंग है और हम तेजी से उन्हें पढ़ सकते हैं पहचान सकते हैं एक मैंगो एक पियर एक एप्पल के रूप में तीनों एक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे और वह है फलों की कोई भी बच्चा हमें इसे बता सकता है परंतु वास्तव में वे क्या है वे कुछ लाइन पेटर्न शेप फॉरमेशन फॉर्म है और सर्फेस भी इसके अलावा कुछ नहीं अतः जो हम देखते हैं वह मैंगो नहीं है पियर नहीं है एप्पल नहीं है परन्तु वे मैंगो पीयर और एप्पल की इमेजेस या छाया चित्र हैं अतः इस प्रकार हम इन्हें पर्सीवकरते हैं और वह वास्तविकता नहीं भी हो सकती है अब यहां दो प्रकार के टेक्सचर होते हैं जिनसे हमारा सामना होता है एक विजुअल टेक्सचर होता है अतः हम एक सरफेस देखते हैं जो रफ प्रतीत होती है हम इसे स्पर्श करते हैं और जो सेंसेशन का प्रकार हमें महसूस होता है वह स्मूथ अथवा चिकना होता है अतः वह आपकी आंखों को मूर्ख बनाता है यहां एक शब्दावली जिसे कला या आर्ट में Trompe oeil कहा जाता है जो किसी के आकार को कैसे मूर्ख बनाते है के लिए जाना जाता है अतः सर्फेसsurface स्मूथ या चिकनी होती है परन्तु यह रफ या खुरदरी प्रतीत होती है हमारे नियमित घटनाक्रम में विजुअल टेक्सचर का प्रयोग विस्तृत होता है परंतु ऐसे टेक्सचर भी हैं जो वास्तविक है यहां एक कैटेगरी अथवा श्रेणी है जो विजुअल टेक्सचर और दूसरी कैटेगरी है वह है एक्चुअल टेक्सचर एक्चुअल टेक्सचर अथवा रियल या वास्तविक टेक्सचर को टेक्टाइल टेक्सचर भी कहते हैं और ये विजुअल टेक्सचर के विपरीत होता है जो हम देखते है कि स्पर्श करने पर रफ होते हैं हम इसे रफ या खुरदरा पाते हैं अतः विजुअल टेक्सचर और एक्चुअल टेक्सचर के बीच में यह अंतर होते है सकपल्चर अथवा मूर्ति कला के बारे में सोचिए जब हम पारंपरिक सामग्री से मूर्ति बनाते हैं उदाहरण के लिए मार्बल अथवा संगमरमर का प्रयोग करते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं एक सर्फेस को बनाने में जो कि चिकनी हो मार्बल के पास अधिक पतले अधिक छोटे और अधिक नजदीकी कण होते हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं अतः हम एक फॉर्मेशन या संरचना प्राप्त कर सकते हैं जहां हम एक इंन्ट्रीक्रेट कार्विंग कर सकते है और उनकी एक अच्छी लोंजविटी या उत्तरजीविता है जो कि स्टोन की इंटेग्रिटी या अखंडता के कारण है जब हम एक सरफेस बनाते हैं और वहां जाते हैं हम उसे स्पर्श करते हैं और वहां उस चिकनाई को प्राप्त करते हैं परंतु तब हमारा उद्देश्य यह हो सकता है कि हम एक ह्यूमन फिगर या मानव आकृति बनाएं और मानव शरीर उतना कोल्ड और स्मूथ नहीं होता है अतः इस प्रकार हम संपूर्ण क्रिएशन से मूर्ख बनते हैं कि हम प्रयास करते हैं एक ऐसे सरफेस को देने का जो कि ह्यूमन स्किन जैसा प्रतीत हो परंतु वे हूमन स्किन अथवा मानव त्वचा जैसी बिल्कुल नहीं होती अतः अन्यथा भी जब हम स्टोन या संभवत मेटल की सर्फेस का प्रयोग करते हैं यह क्ले अथवा प्लास्टर हो सकती है अतः अधिकांश केसेस या प्रकरणों में आर्टिस्ट द्वारा सरफेस को मैनिपुलेट किया जाता है इस प्रकार का सेंसेशन देने के लिए कि आर्टिस्ट दर्शकों को सूचित करने के लिए निर्णय ले रहा है अब बहुत रोचक तरीके से हम देखते हैं कि वहां और फॉर्मेशन हैं जहां हम सरफेस को छुपाते नहीं हैं उदाहरण के लिए कुछ विशेषकर आधुनिक आर्किटेक्चर में जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर या संरचना होती है जो कि ब्रिक से बनी होती है और हम हमेशा उसे खुला रखते हैं हम इसे किसी भी प्रकार की प्लास्टरिंग से ढकना नहीं चाहते और इसे एक स्मूथ सर्फेस देते हैं हम ब्रिक या इंट को ब्रिक या इंट की तरह और सीमेंट को सीमेंट की तरह रखते हैं हम इसे सामग्री का ईमानदार प्रयोग कहते हैं और जो मॉडर्न ट्रेडिशन याआधुनिक परंपरा में बहुत सामान्य सी बात है अतः उस तरीके से डिजाइनर अथवा आर्टिस्ट की तरफ से यह एक चयन है कि क्या वे आर्टिस्ट को सही संदेश देने जा रहे हैं जो कि इसके विजुअल टेक्सचर अथवा इसकी टैक्टाइल क्वालिटी के संदर्भ में हो अतः यह पूरी तरह निर्भर करता है कंटेंट पर अथवा सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु पर और उस मैचेस की अनुरूपता के रूप के साथ सब्जेक्ट मैटर के साथ अतः एक तरीके से हम सरफेस बना पाने में सफल होते हैं जहां हम जाते हैं उसे स्पर्श करते हैं और हम यह महसूस करते हैं आप जानते हैं कि यह रफ या स्मूथ लगता है परंतु वहां यह उसका बिल्कुल विपरीत है अतः उस तरीके से हम समान समाधान तक पुनः आते हैं कि हम मूलत एक पैटर्न की पुनरावृति कर रहे हैं और कुछ नहीं अतः जब हम एक स्टोन को स्पर्श करते हैं यह आपको एक अलग सेंसेशन देता है पॉलिशिंग के बाद हम एक पूरी तरह अलग सेंसेशन प्राप्त करेंगे अतः यह आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के निर्णय पर निर्भर करता है कि इसे रफ रखा जाय या स्मूथ रखा जाए अतः जब हम उसे बनाते हैं जब हम कुछ विजुअल टेक्सचर बनाते हैं जो कि वास्तविक टेक्सचर या टेक्टाइल टेक्सचर नहीं होता है हम अलग अलग ट्रिक्स या तरीके अपनाते हैं और यह वह है कि किस प्रकार हम अपने पैटर्न के सेंस का प्रयोग करते हैं और कैसे उन्हें रिपीट अथवा दोहराव करते हैं यदि हम एक सर्फेस बनाना चाहते हैं जो कि बहुत स्मूथ नहीं है तब हम ब्रिक्स बनाते हैं जो कि इसे सरफेस का एक सेंस या आभास देता है और जो समतल नहीं है सुंदर है और इस प्रकार हम पुनः वैल्यू डिफरेंस के लिए जाएंगे हम लो वैल्यू में और एक हाई वैल्यू कंट्रास्ट में एक प्रायः परिवर्तन बनाएंगे अतः पुनः जाते है ग्रेडिएंट की ओर और देखते हैं कि हम कैसे सरफेस या धरातल को बनाते हैं जो कि अन्यथा खुरदुरा होता है क्योंकि हम सर्फेस को पेपर के ऊपर बना रहे हैं पेपर स्मूथ या चिकना है और हम कुछ सेंसेशन बना रहे हैं जो कि ऊपर नीचे है और जो पूर्णतया अलग होता है अतः जब हम एक सरफेस या धरातल को बनाते हैं जहां ग्रेडियंट उपयुक्त और स्मूथ है यह स्मूथ या चिकना दिखता है और जब उनके बीच एक ब्रेक होता है और कंट्रास्ट और ऊंचा होता है हाई वैल्यू कंट्रास्ट की शब्दावली में कि हमारे पास एक अच्रोमातिक ग्रे की एक रेंज होती है जहां जैसे ही हम वहां इसका और इसका कंट्रास्ट उठाते है यह हमें एक रफ अहसास देता है यदि हमारे पास इसका और इसका का कांबिनेशन combination है जो नजदीक स्थित हैं वे स्मूथ दिखेंगे जितना ही हम इसे अब्रुप्ट बनाएंगे यह और रफ दिखेगा अतः ब्लैक हमें सरफेस का एक आभास देगा जो कि और गहरा जा रहा है वाइट को आगे आना चाहिए उसी समय जब हम सर्फेस को बनाते हैं जो हमें या तो यह सेंसेशन देता है कि यह एक सरफेस है जो कि फैब्रिक से बना होता है अथवा एक कपड़े से बना हो सकता है अथवा एक पेपर का अथवा या एक बुनी हुई सरफेस या धरातल है अतः यह विजुअल संदेशों के प्रकार हैं जो कि आगे जाएंगे इसके साथ मैं आपको कुछ उदाहरण देने का प्रयास करूंगी आपके रिफरेंस के लिए कि जब आप क्यूबिस्ट आर्टिस्ट के आर्टवर्क को उनके सिंथेटिक फेस में देखेंगे जब वे अपने पहले फेस को विश्लेषित या एनालाइज कर रहे होते हैं और धीरे धीरे अंतिम फेस में वे वहां ऑब्जेक्ट को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं अतः हम उन्हें एनालिटिकल क्यूबिज्म और सिंथेटिक कुबिज्म में श्रेणीकृत करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह मूवमेंट की शब्दावली में यह केवल एक पैटर्न है उस तरीके से कि मूवमेंट जो हो चुका है अतः सिंथेटिक क्यूबाइज्म जो कि एक अन्य चरण था जो कि एनालिसिस आ रहा है अतः एनालिसिस या विश्लेषण के बाद आर्टिस्ट को ऐसा महसूस होता है कि वह कुछ फॉरेन आब्जेक्ट को सिंथेसाइज किया है अतः इस तरीके से कैनवास के धरातल परकलाकारों जैसे पिकासो ब्रेक ने निर्णय लिया कि कुछ इमेजेस लगाई जाए जो कि अक्सर मृत तितलियां पेस्ट की गई है अथवा यहां कुछ ज्यूट या कुछ बुने हुए केन पैटर्न है जिन्हें उन्होंने अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया है यह सभी मनुष्य द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स है प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जो वहां थे और जिन्हें पेस्ट किया गया है अतः जब हम कोलाज के बारे में सोचते हैं संपूर्ण माध्यम कुछ निश्चित टेक्सचर के बारे में बात करते हैं जो कि केवल विजुअल टेक्सचर नहीं होते हैं लेकिन इनमें भी एक टक्टाइल क्वालिटी होती है अतः वे वास्तव में वहां है और वह हमें सरफेस का एक आभास देते हैं जो कि अधिक एक्सप्रेसिव होता है अतः जब हम पेंटिंग में इंपेस्टो टेक्निक की बात करते हैं वहां आर्टिस्ट कुछ पेंट का प्रयोग करते हैं उस तरीके से जो सर्फेस पर पेंट अप्लाई करते है जो कि थोड़ा त्री आयामी होता है अतः वे स्मूथ या चिकने नहीं है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास पेंटिंग है जहां सरफेस रफ है वहां एक चांस है कि पेंटिंग वहां ड्राई भी हो जाएगी और गिर जाएगी अतः आर्टिस्ट को कुछ नियंत्रण की आवश्यकता होती है जिससे कि वह सरफेस बने जहां रफनेस को मेंटेन या बरकरार रखा जाए कई टेक्सटाइल आर्टिस्ट ने भी उस समान तकनीक का प्रयोग किया है उन्होंने विजुअल टेक्सचर की शब्दावली में आर्टवर्क को महसूस करने को पसंद नहीं किया इसके बजाए उन्होंने सर्फेस को प्राप्त करने में टीएक्टाइल टेक्सचर को प्राथमिकता दी अतः टैक्टिले टेक्सचर कुछ ऐसा है जो कि वास्तविक है और वह समान है जब हम इसको देखते हैं तो उसके समान हैं यह मात्र एक कारक है जो कि समस्त की वास्तविकता और अवास्तविकता है अतः जब हम वर्चुअल रियलिटी के विषय में बात करते है टेक्सचर का प्रकार जो हम वहां रखते है वे स्पर्श करने योग्य नहीं है और वे वास्तविक नहीं है इस तरीके से हम उन्हें श्रेणीबद्ध कर सकते हैं एक विजुअल टेक्सचर कैटेगरी में उदाहरण के लिए जब हमारे पास होता है जो कि एक कोलाज है उसे स्पर्श किया जा सकता है और भी सर्फेस जहां हम विशेष रूप से महसूस करते है कि सेंसेशन वहां बनाना होगा एक रफ सरफेस लाइट और शेड पैटर्न भी बनाती है जो अलग अलग समय के साथ बदलती है अतः वे अलग अलग प्रयोग है जिन्हें आर्टिस्ट या कलाकार लगातार करता रहता है अतः जब आप आर्टवर्क को देखते हैं उन्हें विश्लेषित करते है आप पेटर्न्स को पहचानने का प्रयास करते हैं जहां टेक्सचर्स बनाए जाते हैं भले ही वह विजुअल या टेक्टाइल हों और इस प्रकार आप देखेंगे कि आर्टिस्ट या कलाकारों ने कैसे इसे प्रयोग किया हैअलग अलग समय अंतराल पर